नमस्कार मैं आईआईटी कानपुर से जयंत चटर्जी हूं हम आधुनिक दुनिया में सेवाओं के प्रबंधन और समकालीन मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं जहां सेवा दर्शन सभी व्यवसायों को प्रभावित कर रहा है पिछले कुछ सत्रों में हमने विभाजन लक्ष्यीकरण और स्थिति के बारे में चर्चा की है और मूल्य प्रस्ताव बना रहे हैं जिसके आधार पर फुर्तीला मूल्य प्रस्ताव है जिससे हम ग्राहकों के एक वर्ग का दिल जीतते हैं और हम बाजार में एक लक्ष्य समूह के साथ संबंध बनाते हैं एक बार जब हम मूल्य प्रस्ताव की इस अवधारणा को समझ लेते हैं तो हम इसे ब्रांड की अधिक लोकप्रिय प्रसिद्ध अवधारणा तक बढ़ा सकते हैं आज के विषय में सेवा ब्रांडिंग के विषय पर चर्चा करना और यह ब्रांडिंग पर चर्चा का पहला सेट है बाद में हमारे पास एक और थोड़ी उन्नत चर्चा होगी जब हमने अन्य सभी पी सेवा प्रबंधन को भी कवर किया है इसलिए इससे पहले कि हम ब्रांडिंग के परिप्रेक्ष्य में जाएं हमें इस प्रसिद्ध चित्र को फिर से देखना चाहिए जिसे शोधकर्ता को सम्मानित करने के लिए 'शोस्टैक' की निरंतरता कहा जाता है जिसने यह प्रस्तावित किया था और इस स्तर पर समझने के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण आरेख है क्योंकि जब हम ब्रांड आर्किटेक्चर बनाते हैं तो यह अवधारणा बहुत उपयोगी होगी इसलिए यह आरेख बताता है कि बाजार में मौजूद लगभग हर चीज को इस सातत्य पर रखा जा सकता है इसलिए एक छोर पर हमारे पास मुख्य रूप से उत्पाद हैं या हम माल कहते हैं बहुत प्रभावी अमूर्त विशेषताएं हैं तो नमक अक्सर इस चरम पर रखा जाता है या कुत्ते के भोजन या पालतू पशु भोजन को इस चरम पर रखा जाता है एक समय में नेकटाई गर्दन टाई को यहां रखा गया था लेकिन आज यह सही स्थिति नहीं हो सकती है क्योंकि उस तरह से धक्का देने के लिए उस बाजार में होने वाली कई चीजें हैं दूसरे चरम पर हमारे पास अभी जो हो रहा है वह ज्ञान या नर्सिंग स्वास्थ्य सेवा का आदान प्रदान है यहाँ मूर्त का एक समूह है उदाहरण के लिए कुछ इस प्रकार है यह पावर पॉइंट जो आपके सामने है या पाठ पुस्तक जिसे हमने संदर्भित किया है और हम उपयोग कर रहे हैं या जिस तरह का कनेक्शन इंटरनेट कनेक्शन आप उपयोग कर रहे हैं ये हैं कुछ ठोस तत्व लेकिन वे एक प्रकार के बाहरी हैं आपके और मेरे बीच अच्छा ज्ञान विनिमय इन विरोधाभासों के बिना हो सकता है तो यहाँ मुख्य प्रस्ताव आपके और मेरे बीच ज्ञान का आदान प्रदान आपके और अन्य लोगों के बीच ज्ञान का आदान प्रदान जो इस पाठ्यक्रम में भाग ले रहे हैं जब आप अपनी टिप्पणी डालते हैं या दूसरों को मंच पर टिप्पणी पढ़ते हैं तो वह ज्ञान प्रवाह ज्ञान विनिमय जो इस सेवा के मूल में है वह ज्यादातर अमूर्त है और वास्तव में वस्तुओं या उत्पादों पर निर्भर नहीं है लेकिन इन दो चरम सीमाओं के बीच बाजार में अन्य प्रस्तावो में से अधिकांश की तरह और यही कारण है कि अगर आपको याद है कि हमने पहले चर्चा की थी तो बाजार में अधिकांश प्रसाद अधिकांश मूल्य प्रस्ताव और इसलिए अधिकांश ब्रांड दोनों मूर्त और अमूर्त या उत्पाद और सेवाओं को भी सिक्का ढलाई द्वारा दर्शाया गया है जिसे मैंने आपके लिए उत्पाद सेवा प्रणाली प्रस्तुत किया है तो यह प्रणालीगत प्रकृति अधिकांश ब्रांडों के अधिकांश प्रस्तावो के लिए यह समग्र प्रकृति के साथ शुरू करने के लिए एक अच्छी अवधारणा है ब्रांड के कई मार्केटिंग गुरु हैं प्रबंधन गुरुओं ने परिभाषित किया है यह एक नाम है यह एक संकेत है यह एक प्रतीक है यह एक डिज़ाइन और इनका एक संयोजन है जिसका उद्देश्य प्रतियोगियों के संबंध में दूसरों के संबंध में विशिष्ट रूप से सामान या सेवाओं की पहचान करना है इसलिए यह एक पहचानकर्ता है आमतौर पर मूर्त और एक वादा आमतौर पर अमूर्त होता है तो लोगो या रंग या एक जिंगल ध्वनि की तरह की पहचान मूर्त और अमूर्त ब्रांड का एम्बेडेड वादा है तो इस आरेख प्रकार का विस्तार वह दृश्य इसलिए शीर्ष पर है इसलिए इसे पिरामिड की तरह भी प्रस्तुत किया जा सकता है तो पिरामिड की चोटी प्रतिष्ठा है ब्रांड प्रतिष्ठा का एक और नाम है प्रतिष्ठा इसे दूसरे तरीके से रखने के लिए प्रतिष्ठा ब्रांड की नींव है और प्रतियोगियों के संबंध में भेदभाव विशिष्टता ब्रांड की सुपुर्दगी है तो प्रतिष्ठा नींव है और भेदभाव ब्रांड से प्राप्त करने योग्य है और यह बातचीत और धारणाओं और विश्वासों की विभिन्न श्रेणियों के माध्यम से होता है उदाहरण के लिए सुरक्षा की भावना यह सुरक्षा की समझ है या अनिश्चितता का प्रबंधन या जोखिम धारणा का प्रबंधन इन सभी को यहां जोड़ा जा सकता है चाहे ग्राहक किसी विशेष उत्पाद के लिए किसी विशेष सेवा के पक्ष में निर्णय लेने के लिए सुरक्षित महसूस करता हो इसके आधार पर ब्रांड की ताकत है क्योंकि ब्रांड एक मजबूत ब्रांड ग्राहक के मन में अनिश्चितता और जोखिम की भावना को कम करने में मदद करता है इसलिए ब्रांड सुरक्षा की भावना का उद्धार करता है कि एयर इंडिया या जेट एयरवेज से या परिस्थितियों के आधार पर इंडिगो से इस सेवा को खरीदना एक अच्छा निर्णय है ब्रांड गुणवत्ता की धारणा को व्यक्त करता है जाहिर है एक उच्च ब्रांड एक अच्छी स्थिति ब्रांड एक प्रसिद्ध ब्रांड गुणवत्ता को दर्शाता है आपके पास एक वैश्विक ब्रांड नहीं हो सकता है यदि आपकी गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं है यदि आपकी गुणवत्ता अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है जब हम गुणवत्ता के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं तो हम देखेंगे कि अलग अलग रंग हैं गुणवत्ता धारणाओं की एक श्रृंखला है लेकिन इस स्तर पर यह कहना पर्याप्त है कि एक अच्छा ब्रांड एक मजबूत ब्रांड उच्च गुणवत्ता को दर्शाता है ब्रांड भी एक नाम है एक लोगो रंग आकार है तो ये सभी वास्तव में ब्रांड नाम लोगो रंग आकार ध्वनि के आधार स्तर पर हैं आप निरमा जैसे कई जानते हैं जिस क्षण आप निरमा के बारे में सोचते हैं लोग जिंगल वाशिंग पाउडर निरमा वगैरह को याद करते हैं ऐसे कई उदाहरण हैं जिंगल जो उस विशेष ब्रांड को बहुत अधिक ताकत देते हुए दशकों तक जीवित रहे हैं जैसे गुणवत्ता बोध कई तरह से काफी अमूर्त होता है खासकर सेवा के मामले में हमने इस पर चर्चा की है क्योंकि ग्राहक के एक खंड में विविधता उच्च गुणवत्ता वाले संगीत संगीत कार्यक्रम दर्शकों के एक वर्ग के लिए एक शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम जो शास्त्रीय संगीत की बारीकियों को समझते हैं अतिशयोक्ति हो सकती है लेकिन वही दूसरे अशिक्षित या बेख़बर ग्राहक खंड के लिए ठीक या साधारण हो सकता है जो उत्पादन की अस्पष्टता से अधिक ओपेरा हाउस की भव्यता को जानता है इसलिए जैसा कि मैं कह रहा था कि गुणवत्ता की धारणा के अलग अलग शेड्स हैं विभिन्न आयाम हम चर्चा करेंगे कि बाद में जब हम सेवा डोमेन में गुणवत्ता और उत्पादकता पर चर्चा करते हैं तो अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे लेकिन ब्रांड के विभिन्न पहलुओं के इस दृष्टिकोण को समाप्त करने के लिए इस वास्तुकला को समाप्त करना यह नींव है और यह सुगम है चर्चा समाप्त करने के लिए मैं एक और बहुत महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करूंगा कि सभी ब्रांड वादे हैं वे ग्राहक के मन में आकांक्षा के एक निश्चित सेट की सेवा करते हैं और कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि आप प्रस्ताव कर सकते हैं या आप अपने उत्पाद या सेवा या संयोजन के माध्यम से उपयोगितावादी मूल्यों का एक उत्कृष्ट सेट प्रदान कर सकते हैं लेकिन यदि आप उपभोक्ताओं के मन में आकांक्षा भावनाओं के अचेतन मन को नहीं समझते हैं तो आप असफल हो जाएंगे लोग अक्सर कहते हैं कि उदाहरण के लिए यह एक उत्पाद उदाहरण है लेकिन इस विशेष संदर्भ में प्रासंगिक है टाटा नैनो लॉन्च होने के समय इसकी उपयोगिता और मूल्य के संदर्भ में सफल रही लेकिन यह पहली बार कार खरीदने वाले के मन में आकांक्षात्मक मूल्यों का जवाब देने में विफल रही इसलिए जब इसे एक सस्ती कार के रूप में तैनात किया गया था तब इसने ग्राहक के मन में उस आकांक्षा को कम कर दिया और कोई भी सस्ती कार के साथ पहचान नहीं करना चाहता था क्योंकि वे चाहते थे कि कार भी एक बयान हो कि उनके पास यह अधिकार है कि वे अब दो पहिया वाहनों से आगे जाने के लिए आर्थिक रूप से ठीक हैं और यही कारण है कि हालांकि यह अधिक महंगा था मारुति या हुंडई की एंट्री लेवल कारों ने बेहतर प्रदर्शन किया भले ही वे अधिक महंगे थे और यही कारण है कि टाटा नैनो कार अब युवा ज़िप के लिए एक कार के रूप में रिपोज हो रही गाड़ी है यह एक ज़िंगो कार है यह शहरी तंग पार्किंग स्थिति आदि में बहुत अच्छी है इसलिए यह बदल रहा है कि यह स्थिति अधिक है जैसे कि मर्सिडीज के प्रसिद्ध निशान की तरह और इसी तरह इसलिए हमें यह समझना होगा कि पिछली परिभाषा पर वापस जाएं इसलिए हमें ब्रांड को पहचानने वालों के साथ साथ वादों मूर्त के साथ साथ अमूर्त को भी समझना होगा इसलिए सेवा उपभोक्ता के पास मैंने जानबूझकर इसे संक्षेप में लिखा है ताकि आप इसका विस्तार करें इसलिए सेवा उपभोक्ता के लिए ब्रांड अपने या उपभोक्ताओं के दिमाग में अच्छे उत्पादों की पहचान करने में मदद करता है खरीदारी करने के लिए निर्णय लेने के समय को कम करें क्योंकि यह जोखिम धारणा अनिश्चितता की भावना को कम करता है यह उत्पादों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने में मदद करता है क्योंकि ब्रांड गुणवत्ता के लिए प्रॉक्सी के रूप में स्कैन करता है यह कथित जोखिम को कम करता है और किसी प्रकार का मनोवैज्ञानिक प्रतिफल पैदा करता है इसलिए जब आप टूथपेस्ट का एक निश्चित ब्रांड खरीदते हैं तो आप मनोवैज्ञानिक इनाम खरीद रहे होते हैं जो आपको दूसरों के करीब आने में मदद करेगा जो आपकी बुरी सांसों के कारण नहीं होगा तो ताजा सांस स्वच्छ सांस भी साहचर्य सामाजिक लोकप्रियता और इतने पर इनाम का वादा है उसी तरह से सेवा संगठनों के लिए ब्रांड उत्पाद को प्रतियोगियों से अलग करने में मदद करता है खंडों को एक जैसी छवियां बनाकर बाजार में लाया जाता है इसका उपयोग अक्सर ब्रांड को पुनः स्थिति करने के लिए भी किया जाता है उदाहरण के लिए दूध और दूध उत्पादों के लिए प्रमुख ब्रांड अमूल खुद को बदलने की कोशिश कर रहा है कि यह भी एक मजेदार पेय है यह युवा लोगों के लिए एक पेय है यह एक पार्टी पेय है और इसी तरह इसलिए इसे अब अन्य दुग्ध ब्रांडों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह पहले से ही एक प्रमुख दुग्ध ब्रांड है अब यह इसका विस्तार करना चाहता है यह ब्रांड फ़ुटप्रिंट है और अन्य प्रकार के पेय पदार्थों तथाकथित मज़ेदार पेय पदार्थों कोला प्रकार के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहता है इसलिए अमूल इसीलिए अलग अलग तरह की पैकेजिंग अलग अलग तरह के कलर्ड फ्लेवर्ड मिल्क के साथ एक विस्तारित प्रपोजल लेकर आया है और इसे अलग अलग तरह की पैकेजिंग में भी शामिल किया गया है तो एक कोला पेय की तरह आप बोतल से पी सकते हैं या ठीक उसी तरह जैसे आप कैन से पी सकते हैं और इसे फेंक सकते हैं यहाँ आप बोतल से पी सकते हैं और इसे बंद कर सकते हैं या टेट्रा पैक से निकाल सकते हैं और इसे बंद कर सकते हैं इसलिए ब्रांड छवि को सिलाई करके बाजार को विभाजित करने में मदद करता है यह बाजार खंड को विस्तारित करने में मदद करता है एक नए बाजार खंड को संबोधित करता है और इसी तरह यह बार बार खरीद को आसान बनाता है मूल्य तुलना को कम करता है और यह मूल्य वादे का संचार करता है तो ये ब्रांड से ग्राहक द्वारा प्राप्त किए गए लाभों का समूह हैं और ये ब्रांड से सेवा संगठन द्वारा प्राप्त किए गए लाभों का समूह हैं मैंने अब आपके सामने एक छोटा सा असाइनमेंट दिया है जैसे कि मैंने यहां लिखा है कि एक अच्छे ब्रांड के तत्व यादगार और पसंद करने योग्य होने चाहिए जैसे कि हम कुछ तार्किक कारणों के साथ साथ अमूर्त कारणों के लिए भावनात्मक कारणों से भी किसी को पसंद करते हैं उसी तरह एक ब्रांड को यादगार और पसंद करने योग्य होने की आवश्यकता है इसलिए इसे हमारे अवचेतन स्तर में हमारे लिए अपील करने की आवश्यकता है इसे सार्थक बनाने की आवश्यकता है और महत्वपूर्ण विशेषताओं के साथ साथ निर्धारक विशेषताओं के वादे के साथ सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है और एक ब्रांड को विकसित करने की आवश्यकता है यह स्थिर बिंदु नहीं हो सकता है जब हमने चर्चा की थी जब हमने प्रस्ताव मूल्य प्रस्ताव पर चर्चा की थी जैसे आपको अपनी प्रतियोगिता से आगे होना चाहिए और निश्चित रूप से उनके मूल्य प्रस्ताव पर प्रतिस्पर्धा करने का जवाब देना चाहिए इसलिए ब्रांड इसलिए ग्राहक के दिमाग में हमेशा ताजा रहने की जरूरत है यही कारण है कि आपके पास अक्सर ब्रांड्स की ताजगी को फिर से बनाने के लिए मनोरंजक अभियान होते हैं तो यह दूसरी बात है विकसित और ताजा है आपका असाइनमेंट अब इस सवाल के बारे में कम से कम पांच और बुलेट बिंदुओं को लिखने के लिए एक अच्छे ब्रांड के तत्व क्या होने चाहिए इसलिए पांच दृश्य लिखें और इसे मंच पर पोस्ट करें इसलिए ब्रांडिंग पर इस स्तर पर हमारी चर्चा को समाप्त करने के लिए हम इस विशेष चार चतुर्भुज को कुछ हद तक ansoff मैट्रिक्स के समान प्रस्तुत करते हैं इसलिए यदि ब्रांड का नाम समान है और सेवा श्रेणी समान है तो यह लाइन एक्सटेंशन की तरह है जैसे मैंने भोजहोरी मन्ना के नाम का उल्लेख किया है इसलिए यदि आप उनकी वेबसाइट पर जाते हैं तो आप देखेंगे कि उसी तरह की सेवा के साथ जो आधुनिक परिवेश में पारंपरिक विदेशी बंगाली व्यंजनों की पेशकश कर रहा है मौजूदा ब्रांड नाम भोजहोरी मन्ना मौजूदा सेवा श्रेणी लेकिन वे अपने मेनू में विभिन्न व्यंजनों को जोड़कर भूल गए व्यंजनों की खोज कर इसे जोड़ रहे हैं इसलिए यह एक ब्रांड के लिए एक लाइन विस्तार गतिविधि है जो मौजूदा ब्रांड आदि की ताजगी का विकास कर रहा है इसी तरह एक नई सेवा श्रेणी भी हो सकती है उसी ब्रांड नाम के साथ जैसे भोजहोरी मन्ना के पास अब एक पार्टी सर्विस होम डिलीवरी है यदि आप अचानक 10 लोगों को आमंत्रित करते हैं और आपको जल्दी से एक अच्छा भोजन बनाने की की आवश्यकता है जिसे आप कॉल करते हैं और आपको 12 से 15 लोगों के लिए रात के खाने की डिलीवरी मिलती है तो यह कहा जाता है कि जिसे हम ब्रांड एक्सटेंशन पार्टी सेवा कहते हैं उसी ब्रांड के भीतर समान हो सकता है लेकिन आप अलग अलग ब्रांड नाम हो सकते हैं लेकिन एक ही सेवा मौजूदा सेवा तो ब्रिटिश एयरवेज या सिंगापुर अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस की तरह वहाँ ग्रिड मास्टर्स हैं इसलिए उनकी इसी सेवा के भीतर वे रैफल्स क्लास कहेंगे इसलिए यह एक नया ब्रांड है सिंगापुर एयरलाइंस एक ब्रांड रैफल्स वर्गों का एक और ब्रांड है जो करोड़ों के बिजनेस क्लास हैं इसलिए वे यह कहने की कोशिश करते हैं कि हमारा व्यवसाय वर्ग केवल एक अन्य व्यवसायिक वर्ग नहीं है इसलिए आपको उस तरह का अभियान बनाने की जरूरत है जो मूल्य प्रस्ताव आदि की तरह हो या एक नई सेवा श्रेणी के लिए पूरी तरह से नया ब्रांड हो सकता है जैसे कि रिलायंस बहुत मजबूत ब्रांड है पेट्रोकेमिकल कपड़ा और इतने पर हैं लेकिन अब वे मल्टीमीडिया डेटा स्ट्रीमिंग उच्च गति डेटा सेवा इंटरनेट सेवा में हो रहे हैं और वे इसे रिलायंस जियो कह रहे हैं तो यह एक नए ब्रांड का एक उदाहरण है जहां ब्रांड का नाम नया है और सेवा श्रेणियों का नया पाठ्यक्रम है वे रिलायंस का उपयोग करना जारी रखते हैं जो अक्सर बहु ब्रांड कंपनियों द्वारा उपयोग की जाने वाली रणनीति है और कुछ ने सोचा कि हमारी मुख्य चर्चा आज बिंदुओं के प्रकाश में यह असाइनमेंट है हमने चर्चा की कि आपको मुझे एक अच्छे ब्रांड के कम से कम 5 कुछ तत्व देने होंगे मैं आपके दिमाग में कुछ अग्रिम विचार छोड़ रहा हूं कि यह क्या है क्योंकि मैं बाद में शुरू होने पर इसका लाभ उठाऊंगा जब मैं एक ब्रांड पर उन्नत चरण में चर्चा करूँगा और यह एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है जिसे नाओमी किलेन द्वारा लिखित नो लोगो कहा जाता है और यह इंगित करता है कि ब्रांड का लाभ उठाने वाले उपभोक्ता ब्रांड से लाभ प्राप्त करते हैं जिस पर हमने अभी चर्चा की है लेकिन ब्रांड कभी कभी हेरफेर करते हैं वे बुरे श्रम प्रथाओं को छिपाते हैं उत्पादक संघ बनाना वे अक्सर चमत्कार का वादा करते हैं तो आपके पास वजन कम करने वाली चमत्कार सेवाओं के लिए सभी प्रकार की चमत्कारिक दवाएं हैं जैसे आपको 2 सप्ताह में 15 किलोग्राम वजन कम करने वाली पता हैं और कुछ इस तरह की हैं कि उनमें से कई टिकाऊ नहीं हैं लेकिन वे इसे करते रहते हैं इसलिए ब्रांडिंग के खिलाफ आलोचना की यह निश्चित मात्रा है जो यह मान्य है कि ब्रांड अक्सर जोड़ तोड़ करते हैं क्योंकि वे ग्राहक की स्व अभिव्यक्ति और आत्म छवि के साथ विचार करते हैं और सभी प्रकार के असंदिग्ध दावों का वादा करके ग्राहक की कमजोरियों पर खेलते हैं लेकिन ये कुछ उन्नत विषय हैं जिन पर हम कभी कभी इस मजबूरी पर चर्चा करेंगे जब हम इन चीजों के प्रकाश में ब्रांडिंग के मुद्दों जैसे कि उत्पाद जीवनचक्र आदि पर दोबारा गौर करेंगे तो आपके लिए असाइनमेंट का एक और सेट यह है कि मैं चाहता हूं कि आप यहां अंतराल को भरें यह वास्तव में सेवा क्षेत्र में एक अन्य प्रसिद्ध लेखक और शोधकर्ता बेरी से लिया गया है मजबूत ब्रांड अदृश्य खरीद के ग्राहक बढ़ाते हैं मजबूत ब्रांड ग्राहकों को अमूर्त उत्पादों को बेहतर ढंग से समझने में सक्षम बनाता है यदि आप इन दो अंतरालों को भर सकते हैं तो यह बहुत अच्छा होगा और थोड़ी देर बादमें और एक बार इस पर चर्चा करेंगे और यह आपके बारे में सोचने के लिए हमने वास्तव में एक और संदर्भ में चार अलग अलग सत्रों में चर्चा की है कि ये सेवा अंतरंगता अविभाज्यता असंगति और वस्तुसूची की विशेषताएं हैं आपको याद है कि आपने कहा था कि इन दो प्रमुख दृष्टिकोणों से उत्पन्न चुनौतियों का जवाब देने के लिए प्रचार संचार ग्राहक शिक्षा प्रोत्साहन और प्रक्रिया आइए हम उस पर ध्यान दें पदोन्नति या संचार का मुद्दा और इसलिए हमारे दिमाग में सोचें कि इन विशेषताओं को ब्रांडिंग रणनीतियों द्वारा कैसे कम किया जाता है इसलिए संचार के एक पैकेज के रूप में ब्रांड अक्सर IHIP द्वारा फेंकी गई चुनौतियों का जवाब देने में हमारी मदद करते हैं और आप इसके बारे में सोचते हैं कि मैं आपके साथ इस अनुरोध को छोड़ देता हूं और याद रखता हूं कि मेरे अनुरोध अक्सर स्वयं सेवा कर रहे हैं क्योंकि ये अनुरोध कुछ सवालों के प्रपत्र में प्रकट हो सकते हैं जब आप अपनी प्रश्नोत्तरी या परीक्षाओं का जवाब देते हैं इसलिए मैं इस विशेष आरेख स्मरणपत्र के साथ सत्र के बारे में बताता हूं कि कौन सी अंतरंगता अविभाज्यता असंगति आदि विशेषताएं हैं और ब्रांड हमें प्रतिक्रिया देने में कैसे मदद कर सकते हैं और ब्रांड श्रेणियों के इन चार ब्लॉकों में रणनीतियों के ब्रांडिंग रणनीतियों और आपके असाइनमेंट के चार प्रकार हैं जहां आपको एक अच्छे ब्रांड के पांच तत्वों के साथ आना होगा